डेटाबेस पर अपनी चर्चा शुरू की थी हम इस मॉड्यूल में भी जारी रखेंगे और वास्तव में इसे अगले मॉड्यूल में समाप्त करेंगे तो ये वे आइटम हैं जिनकी हमने पिछले मॉड्यूल में चर्चा की थी वर्तमान में हम पहले एंटिटी रिलेशनशिप आरेख का एक मूल चरण है तो ये विषय हैं तो हम E R आरेख स्वाभाविक रूप से E R मॉडल को रेखांकित करते हैं दो एंटिटी सेट्स हैं जैसा कि हमने उल्लेख किया था कि रिलेशनशिप्स है यह संभव है कि 2 एंटिटी सेट्स खुद से संबंधित हो सकता है इसलिए एक उदाहरण के रूप में हम दिखाते हैं एंटिटी सेट में ही होनी चाहिए

इसलिए इस मामले में यदि आप देख सकते हैं कि पहले के मामले के विपरीत prereq id वास्तव में इस रिलेशन से निपटने के दौरान हमने इसी तरह के उदाहरण देखे हैं जिस समस्या पर हमने चर्चा की उसका स्रोत गंतव्य इसी तरह की संबंध संरचना है तो आप सोच सकते हैं कि स्रोत के सेट हो सकती है

तो एंटिटी सेट के लिए 1 से 1 1 से कई को नामित कर सकते हैं जिस पर हमने चर्चा की थी इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम दोनों हाथों पर इस तीर को दिखा रहे हैं तो इस रिलेशनशिप के साथ जुड़ा हुआ है यह एक वास्तविकता नहीं हो सकती है यह आमतौर पर वास्तविकता नहीं है लेकिन हम इसे केवल एक उदाहरण के रूप में दिखा रहे हैं इसलिए यदि स्टूडेंट 1 से 1 है तो यह है कि हम इसे कैसे निरूपित करेंगे यदि यह कई से 1 है तो कौन सा पक्ष 1 है यह पक्ष 1 है और यह पक्ष कई है तो यह इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं यह शून्य भी हो सकता है यह भी कोई नहीं हो सकता है तो एक इंस्ट्रक्टर हैं तो यह कई से 1 है और यह है कि हम कैसे नामित करते हैं इसी तरह की बात होगी अगर मैं उसी संबंध को दूसरी दिशा में पढ़ता हूं तो इंस्ट्रक्टर भी उसी तरह से तैयार किया गया है क्योंकि यह एक तरफ है यह एक तरफ है और यह कई तरफ है इसलिए यदि स्थिति समान है इसलिए यदि हम स्टूडेंट से पढ़ते हैं तो यह कई से एक रिश्ते को भी नामित करता है और अंत में हमारे पास कई से कई संबंध हो सकते हैं जहां दोनों ओर कोई तीर नहीं है जिसका अर्थ है कि एक इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं अब हम निश्चित रूप से यह पता लगा सकते हैं कि सलाह देने के स्टूडेंट यह कई से एक संबंध है एक रिलेशनशिप नहीं हो सकता है तो यह दोहरी रेखा हैं अब इन बाधाओं संबंध में सुविधा होनी चाहिए इसलिए वास्तविक दुनिया में प्रत्येक स्टूडेंट होना चाहिए जबकि अगर मैं इस तरफ देखता हूं तो यह कहता है कि 0 बिना किसी सीमा के है यह किसी भी संख्या में हो सकता है तो न्यूनतम 0 है जिसका अर्थ है कि एक इंस्ट्रक्टर को सलाह दे सकता है तो इस तरह की सटीक संख्या की बाधाओं है

अगला हम जटिल attributes की हैंडलिंग पर एक नज़र डालते हैं पहला जो आपको याद है पहली तरह की जटिल attribute वह है जो समग्र है जैसे नाम में पहला नाम है इसलिए जब हमारे पास ऐसा है तब हम जिस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं वह वास्तविक नाम ऐट्रिब्यूट प्रदर्शन होते हैं अब हम वीक एंटिटी सेट्स पर चर्चा करने के लिए वापस जाते हैं E R आरेख में एक वीक एंटिटी सेट विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जा सकें

इसलिए जब से यह हुआ है इसलिए वीक एंटिटी सेट्स करने वाले हैं वीक एंटिटी सेट्स बनती है मेरा नई कोर्स आईडी की विशिष्ट पहचान नहीं की जा सकती है इसलिए यह कहते हुए कि यह विश्वविद्यालय उद्यम का एक E R आरेख है कुछ ऐसे बिंदु जिन पर आप नज़र डाल सकते हैं यह वीक एंटिटी सेट्स आयोजित की जाती हैं तो हर सेक्शन को sec टाइमस्लॉट नहीं होंगे तो ये है कि अगर हम ध्यान से देखें और उदाहरण के लिए यह एक और है जो टोटल किया जा रहा है जिसे हमने पहले ही विकसित किया है अगला भाग आता है जहां इस मॉडल हैं जो बहुत सीधा काम है इसलिए एंटिटी सेट होना चाहिए तो हम उस पर गौर करते हैं तो स्ट्रांग एंटिटी सेट्स को उधार लेता है एक क्षण यह यहां से प्राथमिक कुंजी उधार लेता है और बन जाता है तो आप देख सकते हैं कि E R मॉडल में जोड़ा गया

इसके बाद रिलेशनशिपस देगा

तो आपने देखा है कि एंटिटी सेट और संबंधों का प्रतिनिधित्व कैसे करें आइए हम देखें कि हम समग्र ऐट्रिब्यूट्स के रूप में जाना जाता है इसलिए मूल रूप से चपटा उदाहरण के लिए अगर मैं एक नाम लेता हूं तो इसके 3 घटक हैं इसलिए उनमें से हर एक जिसे मैं नया नाम दे सकता हूं name first name name middle initial name last name ऐट्रिब्यूट बना देता हूं तो यहाँ जब हम बाहर समतल करते हैं तो हमारा first name होगा middle initial last name क्योंकि आप इन चपटा को यहाँ से देख सकते हैं फिर हमारे पास street number street name अपार्टमेंट नंबर है तो समस्या को थोड़ा कम कर सकते हैं बहुमूल्यवान ऐट्रिब्यूट में एक ही समय में कई मान हो सकते हैं और जिस उदाहरण के बारे में हमने बात की वह एक फोन नंबर है मेरे पास कई फोन नंबर हो सकते हैं तो निश्चित रूप से मैं एक ऐट्रिब्यूट जिसे मैं सम्भलना चाहता हूं तो इस संबंध में इस रिलेशन हैं तो इसके साथ हम कई बहुमूल्यवान ऐट्रिब्यूट है इसी तरह हर स्टूडेंट का है

इसलिए अगर आपके बीच कोई विकल्प है कि आप इस तरह के रिश्ते रखेंगे या आप वास्तव में स्कीमा के रूप में dept name को शामिल करके उस रिश्ते को कम कर रहे हैं तो इसे स्कीमा होता है और यह यहाँ कई पक्ष हैं तो अद्वितीय पक्ष को यहाँ आना होगा इसमें यूनिक प्राइमरी की की एक और कमी है जिसे किया जा सकता है इसलिए संक्षेप में हमें इस मॉड्यूल में एंटिटी रिलेशनशिप आरेख जानकारी के साथ संबंध हैं और फिर हमने दिखाया है कि कुछ रिडक्शन बन जाते हैं